आपका स्वागत है आज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तकनीक क्या है आज हम कुछ और चर्चा के साथ विवरण जारी रखेंगे और हम इसके लिए दो प्रासंगिक मामलों पर चर्चा करेंगे तो आइए देखें कि आज की चर्चा की रूपरेखा में क्या है आज के मॉड्यूल करने की सुविधा भी समान रूप से अपराध होगी इस सूचना युग में चुनौतियां और इसलिए हम डिजिटल सिस्टम जानकारी ने निस्संदेह एक विशेष विशेषता ली है जो उन्हें अलग करती है और इसीलिए इसका नैतिक महत्व अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यह हमें बिना किसी अवरोध के जानकारी प्राप्त करने की शक्ति की इतनी क्षमता देता है इसलिए बिना अधिक प्रयास किए दूसरों से जानकारी प्राप्त करना और किस उस शक्ति का उपयोग किस तरह और किस उद्देश्य से करते हैं जिससे एक नैतिक महत्वपूर्ण मुद्दा और डिजिटल सिस्टम के लिए एक समस्या आती है तो डिजिटल जानकारी को बिनापरिसर में प्रवेश किए दूर से चोरी करने की क्षमता की तरह कानूनी प्रणाली के लिए ये एक नई चुनौती बन जाती है जैसे कि किसी ने परिसर में प्रवेश भी नहीं किया है और इस तरह का कोई सबूत भी नहीं है कि चोरी कैसे की गई है फिर हम कैसे विचार करें कि चोरी कैसे की गई है और कौन दोषी है इसकी जिम्मेदारी किसकी थी जैसे की सुरक्षा समस्या थी या जो व्यक्ति चोरी किया गया था वह ऐसा है जैसे वही इसके लिए दोषी है तो यह कानूनी प्रणालियों के लिए नई चुनौतियां हैं जो यह पता लगाने में कि किसने अपराध किया है और कौन गलती पर है इसके अलावा डिजिटल कि यह किसी भी छोटे उपकरणों में संग्रहीत और स्थानांतरित की जा सकती है तो उस चीज़ के कारण यह जालसाजी की संभावना को बढ़ाता है और इसीलिए इसे अधिक जांच की आवश्यकता होती है तो हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं यह संभावना की एक महान दुनिया को खोलता है हमारे सामने ज्ञान प्राप्त करने के मामले अधिक चीजें करने में सक्षम जानकारी साझा करना अधिक चीजों को जानना और विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करना लेकिन फिर से यह हमें जानकारी खोने का जोखिम भी लाता है हो सकता है कि गोपनीयता और जालसाजी पर हमला चोरी और जो गहरे से और अधिक जटिल होता जा रहा है क्योंकि नियंत्रण तंत्र को उपलब्ध करना बहुत कठिन है जो इस प्रकार की चीजों को रोकने जा रहा है इसीलिए यह नैतिक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है तो डिजिटल वाली प्रतिलिपि बनाना आसान है जो कलात्मक अखंडता को खतरा देता है इसलिए पिछली चर्चाओं में हमने कॉपीराइट वाली प्रतियां बनाना आसान हो जाता है यह वास्तव में कलात्मक अखंडता के लिए खतरा है इसलिए इसे आसानी से ऑनलाइन कॉपी और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर की जा चुकी है तो हम फिर से चर्चा करेंगे कि हम सॉफ्टवेयर एक तकनीक के रूप में कैसा है इसलिए अन्य प्रौद्योगिकियां केवल पेटेंट के लिए है जिन्हें एक कार्यक्षमता मिली है इसलिए क्योंकि सॉफ्टवेयर जानकारी के लिए संपत्ति संरक्षण अलग अलग काम करते हैं जैसे कि अन्य प्रौद्योगिकियों के लिए काम करते हैं तो जो कोई भी स्रोत कोड पकड़ चुका है वे इसे चला सकते हैं और परिणाम प्राप्त कर सकते हैं तो इसीलिए पेटेंट और कॉपीराइट जानकारी के लिए संपत्ति की सुरक्षा आवश्यक है इसलिए यहां तक कि अगर कोई सॉफ्टवेयर के रूप में बनाने के लिए जिसे आप लाए हैं आपको ऐसा करने से मना करता है इसलिए इस अंतर्दृष्टि की बेहतर समझ के लिए हम लोटस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मामले को संदर्भित कर सकते हैं इसलिए हम जिस मामले का उल्लेख करने जा रहे हैं हमें उन पर चर्चा करनी होगी विक्रेताओं की आईडी की पहचान कर सकता है पहली कंपनी एक प्रोसेसर और डिस्क पर प्रदर्शन निगरानी पर आधारित होती हैं प्रतियोगी पहले पांच सर्वरों चेतावनी फीचर का अभाव था प्रतियोगी के सीईओ प्रतियोगी डिस्क को पहले डिस्क के रूप में मानेंगे प्रतियोगी इस परिवर्तन को अपने उत्पाद में शामिल करता है और विज्ञापनदाताओं ने 100 प्रतिशत पहले संगत के रूप में विज्ञापनदाताओं को फर्जीवाड़ा के साथ पहले चार्ज प्रतियोगी के प्रतिनिधियों के रूप में रखा है वे इस बात को बनाए रखते हैं कि प्रतिस्पर्धी गैरकानूनी व्यवहार करते हैं या नहीं यह स्पष्ट रूप से उद्योग की व्यापक नैतिकता का उल्लंघन करता है प्रतियोगी इस कार्रवाई को इस आधार पर सही ठहराता है कि पहले सर्वर की नकल की जाती है और नैतिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है अब अगर हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी है तो हम पाते हैं कि पूर्व और प्रतियोगी दोनों ने अपने तर्क दिए हैं जिनमें फिर से पक्ष और विपक्ष शामिल हैं जैसे अगर हम मामले में गहराई से जाते हैं तो पहली चीज जो हमें पसंद है वह यह है कि जब पहला सर्वर के अनुकूल है यदि हम कल की चर्चा से याद करते हैं तो किसी के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर की थी प्रतियोगी वक्र निगमन उस मुद्दे पर पहली डिस्क को पसंदीदा इलाज क्यों मिल रहा है तो पहले के मुकाबले प्रतिद्वंद्वी के तर्क के लिए उनका तर्क है लेकिन यह भी कि प्रतियोगियों को प्रथाओं की तरह नैतिक नहीं बनाता है प्रतियोगियों जैसा कि हमने आज से सीखा है इंजीनियरिंग का उल्लंघन किया है इसलिए दोनों मामलों में जो हम पाते हैं कि दोनों पक्ष गलती पर हैं डेवलपर्स में है जो एक पसंदीदा उपचार प्राप्त कर रहे हैं जिसे नैतिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए प्रतियोगियों ने रिवर्स इंजीनियरिंग और जालसाजी का उल्लंघन किया है इसलिए हमें लगता है कि यह दोनों पक्षों की गलती है न केवल प्रतियोगिता की गलती है बल्कि यह वास्तव में दोनों पक्षों की गलती है और दोनों को सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है आगे हम हैकिंग तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने का एक अर्थ है और जिसके लिए यह अवैध है फिर क्यों इसे गैरकानूनी और प्राइमा फेशियल क्यों गलत माना जाता है इसलिए क्योंकि इस कार्रवाई का पूरे देश या समाज पर लंबे समय तक प्रभाव या व्यापक प्रभाव हो सकता है अब अगर हमारे पास संदेह है और इसके लिए उद्देश्य भी है कि यह क्या किया जाता है अगर हम बहस कर रहे हैं जैसे कि किसी ने राष्ट्र और फिर या किसी समूह या समाज पर बड़े हमले की योजना बनाई है तो कोई व्यक्ति इस जानकारी को हैक करता है और इसके बारे में जानता है तो क्या हमें हैकिंग कर रहा है और किस उद्देश्य से और किसकी जानकारी हैक की जा रही है हम यहां एक और छोटे मामले के बारे में चर्चा करेंगे जो कि समुद्री डाकू बे फाइल शेयरिंग केस सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करने का दोषी पाया उनमें से तीन गॉटफ्रीड वॉर्ग करने की अनुमति दी परीक्षण को स्वीडन की राशि के नुकसान के लिए कहा उनके पास कोई भी हर्जाना देने के लिए पैसे नहीं हैं जुर्माने के अलावा उन्हें एक एक साल की जेल की सजा भी सुनाई गई थी तो यह मामला कहां से आता है तो किताब से इसलिए अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है क्योंकि पुस्तक उस समय भी प्रेस में थी इसलिए यह सवाल उठता है कि इसके लिए कौन गलत है इसके लिए कौन जिम्मेदार है हम यहां क्या पाते हैं चार लोग ऐसे थे जिन पर आरोप लगाया गया था कि वे 3 साइट चला रहे थे और चौथे ने इसका वित्तपोषण किया था अब चौथा जिसने इसे वित्तपोषित किया तो क्या पाया गया कि एक टोरेंट ट्रैकिंग वेबसाइट करना पसंद करते थे सवाल अगर आप उनके नैतिक दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि इस कार्रवाई के लिए कौन जिम्मेदार है कौन गलती पर है ये केवल चार लोग हैं जिन्होंने साइट करते हैं इसके लिए भुगतान किए बिना इस प्रक्रिया के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं तो यह एक बहस का मुद्दा है और शायद पेशेवरों और विपक्षों की तरह तर्क और काउंटर की गई इससे क्या प्रयोजन था तो उन्होंने ऐसा व्यवसाय क्यों शुरू किया अब यदि आप आम जनता के दृष्टिकोण से फिर से बहस करते हैं और संगठनों से भी हो सकते हैं तो बड़े पैमाने पर जनता की जिम्मेदारी क्या है इन संगीत वीडियो वगैरह और फिल्मों के मूल रचनाकारों के कॉपीराइट करने जा रहे हैं जो देय भुगतान को स्वीकार किए बिना स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है भुगतान जो इन कलात्मक कार्यों के मूल रचनाकारों के कारण है इसलिए हम पाते हैं कि यह एक बहुत बड़ा दावा है अच्छी तरह से इस कंपनी पर लगाया गया है और उन्हें एक साल जेल की सजा सुनाई गई है हम वहां क्या प्राप्त करते हैं क्योंकि हमारे पास फिर से एक प्रतिवाद है इस दौरान लोगों ने इन सेवाओं की साइटों तक पहुँच प्राप्त नहीं की होगी यदि उन्हें ऐसा करने का अवसर नहीं दिया गया होता इसलिए यदि आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि कौन अधिक ज़िम्मेदार है तो यह उन लोगों के पास वापस आ जाता है और उसी के कारण वे एक वर्ष के कारावास या उन पर जुर्माना भी लगा सकते हैं आगे हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि गोपनीयता का मुद्दा है इस सूचना युग में हम कह सकते हैं कि हमारी निजी जानकारी सुरक्षित है या आसानी से सुलभ प्रकृति तक पहुँच के कारण हमारी निजी जानकारी भी सार्वजनिक रूप से बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो सकती है हमने कल की चर्चा में पहले से ही चर्चा की है कि कैसे कंपनियां जो हमारे कुछ व्यक्तिगत डेटा साझा किए हैं इसे अन्य कंपनियों के साथ उपभोक्ताओं के ज्ञान के बिना साझा किया है और यह कभी कभी उपभोक्ताओं के लिए शर्मनाक हो जाता है अगर वे इसे अपने स्वयं के उत्पादों के लिए प्रचारक प्रयोजनों के लिए उपयोग कर रहे हैं इसलिए कुछ जानकारी जो मैंने संभवतः किसी विशेष कंपनी के साथ साझा की है उनके उत्पादों को खरीदने के लिए उस जानकारी को अन्य कंपनियों को मेरी जानकारी के बिना साझा कर रहा है और वे इसे अपने प्रचारक उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रहे हैं अब हमें यह पसंद नहीं करना चाहिए कि यह कोई दोषपूर्ण खेल नहीं है कि हम केवल इसके लिए कंपनी को दोष देने जा रहे हैं उपयोगकर्ताओं उपभोक्ताओं को भी उनकी जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं हम किसी भी जानकारी को दर्ज करने से पहले और हमारी जानकारी को साझा करने के लिए सहमत होने से पहले हमें क्या पसंद करते हैं समझौते के लिखित दस्तावेज़ हमेशा कुछ खंड होते हैं और गहराई से लिखा गया है और फिर अंक दिए गए हैं हम सहमत हैं और फिर अंत में हमें सबमिट बटन करना होगा कभी कभी हम इतनी जल्दी में होते हैं कि जो लिखा जाता है उसे हम नहीं पढ़ते हैं हम इस जानकारी को साझा करने के परिणामों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं या हम इतनी जल्दी में हैं कि हमारे पास सब कुछ है और कंपनी के लिए विशेष रूप से वितरित किया जा रहा है या इस वेबसाइट क्या प्रदान कर रही है लेकिन हम इस बारे में नहीं सोचते कि मेरी जानकारी का उपयोग कौन और किस उद्देश्य से कर सकता है इसलिए चूंकि उपभोक्ताओं को भी जिम्मेदार उपयोगकर्ता होने की आवश्यकता है क्योंकि तर्कसंगत उपभोक्ता सोचते हैं इससे पहले कि हम अपनी जानकारी साझा करें और विश्लेषण करें कि परिणाम क्या हो सकते हैं क्योंकि कोई भी हमें साझा करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है लेकिन कुछ लालची कारक होंगे जो काम के समान हो सकते हैं जैसे हम लालची हो जाते हैं या कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं या कुछ मोक्ष प्राप्त करते हैं और इसीलिए हम शायद हर समय हम समय के दबाव में हैं और हम इस बारे में विस्तार से पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि इसमें क्या लिखा है और यह पता लगाने के लिए कि वे इसके लिए क्या उपयोग करते हैं या फिर कर रहे हैं या किया गया हैं और यहां तक कि अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो क्या परिणाम होते हैं और हम केवल इस पर ध्यान देते हैं हां यह विवरण पढ़े बिना दिया जाता है इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि कंपनी हमारे डेटा अपराध उसी के कारण होते हैं तो कौन पुष्टि करेगा कि आप जैसे थे और कोई भी आप जैसा नहीं है बहुत सारे नकली प्रोफाइल बनाए गए हैं और लोग दोस्त बनना पसंद करते हैं रिश्तों को खोजने के लिए बात करना शुरू करते हैं वे प्रवेश करना शुरू करते हैं हां वे गलत व्यक्ति से बात कर रहे हैं और फिर बहुत सारे अपराध होते हैं फ़िशिंग ये अनुचित संदेश हैं जो आमतौर पर बड़ी संख्या में लोगों को भेजे जाते हैं उनकी अनुमति के बिना और जो वास्तव में लोगों के लिए चिड़चिड़ाहट बन जाते हैं इसलिए हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनौतियां हो सकती हैं और क्या नैतिक मुद्दे हो सकते हैं इन नैतिक मुद्दों में क्या दुविधा हो सकती है अगर कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार है हमने दो मामलों पर चर्चा की है जहां हम देखते हैं पहले मामले में शायद गलत मोड़ की तरह दोनों कंपनियां जिम्मेदार हैं उनके पास जब पहली कंपनी है तो उन्होंने सॉफ्टवेयर में जाली लगाई है इसलिए आप दोनों भाग समान रूप से गलत हैं और दूसरे मामले में हमने समुद्री डाकू खाड़ी के बारे में चर्चा की है हम वहाँ पर पाते हैं जैसे कि उन्होंने एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक वेबसाइट करने में सक्षम हैं और फिर यह सवाल की तरह आता है जैसे हम इस मामले में बात कर सकते हैं क्योंकि आम जनता को शायद इसके बारे में पहले से पता नहीं था और यह वे हैं जिन्होंने इसे पेश किया है और उन्होंने यह सुविधा दी है और लोगों की उत्सुकता ने उन्हें इन फ़ाइलों का उपयोग करते हैं इसलिए मुख्य मालिक चार लोगों के साथ रहते हैं जिन पर जुर्माना लगाया गया है और एक साल जेल में है लेकिन हम यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं बता सकते कि बड़े पैमाने पर जनता भी जिम्मेदार नहीं है भले ही 1000 ऐसी वेबसाइटें का उल्लंघन न करने के लिए मेरी जिम्मेदारी क्या है मुझे इसके लिए भुगतान किए बिना किसी चीज़ का उपयोग करने के लिए क्यों लुभाएं इसलिए फिर से उपयोगकर्ताओं के मूल्यों और नैतिकता भी निहित है इसलिए दोनों पक्ष यहां पर जिम्मेदार हैं लेकिन यहां इस मामले में मालिक उन लोगों पर अधिक हैं जिन्होंने इस साइट जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की है और जो चुनौतियां दिन ब दिन बन रही हैं और हमें यह देखने की जरूरत है जैसे हम इसे कैसे पार कर सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकालने के लिए एक डोमेन है जो फिर से हमें बहुत सारी सूचना शक्ति प्रदान करता है सूचना ज्ञान को मंथन करने की अधिक क्षमता उस जानकारी से और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में उपयोग करने के लिए बार बार आता है हम इसका उपयोग कैसे जिम्मेदारी से और किस उद्देश्य से करते हैं तो उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं और उत्पादकों की जिम्मेदारियों और डेवलपर्स और जैसे दोनों के कर्तव्यों और उत्पाद के उपयोगकर्ता या दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं इस सुंदर का उपयोग हम यह बता सकते हैं कि इसे एक उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी का एक मिश्रण है जो पूरी मानवता की भलाई के लिए है और नुकसान नहीं पहुंचाता हैया दूसरों के जीवन में गड़बड़ी लाने के लिए धन्यवाद